इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और बाउंड चार्जेस II हम पिछले व्याख्यान में एक ऐसा माध्यम या मेटेरियल देख रहे थे जिसमें कुछ पासपोलराइजेशन डेंसिटी हो और इसलिए उसमें एक नेट डाईपोल मोमेंट हो हमने भौतिक रूप से देखा है और पाया है कि यह सरफेस चार्ज के साथ साथ बल्क चार्ज को भी बढ़ाता है वास्तव में यह चार्ज क्या हैं और वे क्या उत्पन्न करते हैं हम इस व्याख्यान में देखना चाहते हैं परिणामतः इन चार्जेस के कारण हम जिस प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं वह फील्ड और पोटेंशियल है जिसको वह उत्पन्न करते हैं तो इस तरह हमें सीखना है कि किस प्रकार के चार्जेज से यह उत्पन्न होते हैं वह केवल इन राशियों के माध्यम से संभव होने वाला है यही वजह है कि हमारी इन राशियों में रुचि है तो आइए हम कुछ ऐसा पदार्थ लेते हैं जो पोलराइज़ होती है और यह पोलराइजेशन Pउत्पन्न करती है फिर इस पोलराइजेशन के कारणrदूरी पर पिछले व्याख्यान में हमने जो पोटेंशियल Vr देखा उसे 14π0Prr rr r3dVद्वारा दिया जाएगा dVका अभिप्राय है कि मैं उस वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर रहा हूं जिस पर यह चार्ज दिया गया है अब इसे समझने के लिए मैं इस ट्रिक का उपयोग करता हूं कि अगर मैं r r के प्राइम वेरिएबल के सापेक्ष में ग्रेडिएंट लेता हूं अर्थात 1 r r को लेता हूं तो r rr r3प्राप्त होता है जिसे आप आसानी से दिखा सकते हैं मैं इसे आपके लिए एक अभ्यास के तौर पर छोड़ रहा हूं और इसलिए मैं यहां इस पद को जो रेड सर्किल में दिखाया गया है यहां 1 r r से प्रतिस्थापित कर सकता हूं और इस व्यंजक को Vr14π0Pr1 r r dV के रूप में लिख सकता हूं r r dV अब हम कुछ कौशल का प्रयोग करते हैं Pr1 r r को मैं लिखने जा रहा हूं Pr r r r r यह 1 D में एक वेक्टर है जिसे 3 D में भी देखना बहुत आसान है और आप इस पर काम कर सकते हैं और इसलिए मुझे पोटेंशियलVr मिलता है Vr140Pr r r dV 140Pr r r dV याद रखें कि हम इस पोलराइज़ मेटेरियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं मैं इस पहले पद के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग कर सकता हूं और इसे 14π01r rPrndS के रूप में लिख सकता हूं n इस वॉल्यूम से बाहर की सरफेस एलिमेंट की दिशा की ओर एक यूनिट वेक्टर है अगला पद लिखने के लिए इस माइनस साइन को Pr के साथ लेना चाहूंगा और इसलिए हमें14π0 Pr dV प्राप्त होगा r r dV 140Pr dV मुझे इसे थोड़ा अलग रूप में लिखेंगेऔर आप देखेंगे इन राशियों का वास्तविक अर्थ क्या है यदि समान सतह पर सरफेस चार्ज सिगमा और बल्क चार्ज रो उपस्थित है तो Vrको चार्ज डेंसिटी के पदों में अर्थात इस प्रकार Vr14π01r rrds14π0ρr r r dV लिखा जा सकता है यह आपको बताता है कि जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध है चार्ज डेंसिटी r इस Prn के बराबर है और बल्क डेंसिटी r Prके डायवर्जेंस Prके बराबर है r r r r इसलिए जहां तक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज का संबंध है मैं व्याख्या करने जा रहा हूं एक दिए गए बल्क मेटेरियल जिसकी सतह पर कुछ चार्ज पोलराइजेशन डेंसिटी P है के लिए सरफेस पर nP यह सरफेस पर चार्ज डेंसिटी की तरह होती है और चूंकि ये चार्ज पोलराइजेशन के कारण हैं या स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं इसलिए मैं इसे बाउंड चार्ज कहूंगा इसलिए nP SurfaceBound Charges और इसी प्रकार PBound Charges आप देखते हैं कि यह उस भौतिक तस्वीर के अनुरूप है जिसे हमने पहले विकसित किया था कि किस प्रकार पोलराइजेशन के द्वारा सरफेस चार्ज के साथ साथ बॉन्ड चार्ज उत्पन्न होता है और आप वास्तव में विचलन देख सकते हैं कि स्पेस में P बदलता है और यदि यह बदलता है तो यह बाउंड चार्ज को जन्म देता है यदि P स्थिर रहता है तो कोई बाउंड बल्क चार्जBound Bulk Charge नहीं होता लेकिन फिर भी सरफेस चार्ज उपस्थित रहता है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के संदर्भ में P सरफेस बाउंड चार्ज के साथ साथ बल्क चार्ज के समतुल्य है और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी समतुल्य होगा जो कि एक इंटर पोटेंशियल है जैसे कि वह इस बाउंड चार्ज के द्वारा उत्पन्न हो रहा है आइए कुछ उदाहरण देखें मान लीजिए मेरे पास ऊंचाई h और रेडियस r का एक सिलेंडर है Rhहै तो यह एक बहुत पतली डिस्क की तरह है और माना कि इस पर एक नियत पोलराइजेशन P है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फील्ड के संदर्भ में यह सतह पर बाउंड चार्ज के समतुल्य माना जा सकता है चूँकिPनियत है इसलिए भीतर कोई बाउंड चार्ज उपस्थित नहीं है यहां पर ऊपर की सतह से n बाहर की ओर आ रहा है और इसलिए Pn मुझे ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज Charge देगा यहां पर PnP निचली सतह पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ nइस दिशा में है और Pइसकी विपरीत दिशा में है और इसलिए निचली सतह पर Pn Pहोगा तो यह यहाँ लाल रंग में दिखाया गया सिलेंडर प्लस और माइनस सरफेस चार्ज वाली दो बड़ी प्लेटों के समतुल्य है और इसलिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्डPके विपरीत दिशा में होने वाला है जिसका परिमाण P0 है तो यह पहला उदाहरण है आइए हम दूसरा उदाहरण लें मान लीजिए इस बार हमारे पास एक पतली छड़ है फिर से P इसकी अंदर दिया गया है इस छड़ की लंबाई इसकी रेडियस से काफी बड़ी है laहै क्योंकि अंदर कोई बल्क चार्ज उपस्थित नहीं है और इसलिए यहां पर Pएक स्थिर राशि होगी और इसलिए मुझे इस संरचना की ऊपरी और निचली सतह P और P को सरफेस चार्ज डेंसिटी की भांति प्रदान करेंगे क्योंकि यह इसकी तुलना में बहुत बहुत छोटा है और इसलिए इसकी दोनों सरफेस का क्षेत्रफल इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होगा अतः इस संरचना को हम दो चार्जेस Pa2 और Pa2 के समतुल्य मान सकते हैं जोकि l दूरी पर स्थित है और इसलिए इस अप्राक्समेशन में फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की दिखने वाली हैं तीसरे उदाहरण के रूप में आइए हम एक ऐसा स्फीयर लेते है जिसमें एक नियत को पोलराइजेशन उपस्थित है एक स्फीयर के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में n यूनिट वेक्टर r के समान है अर्थात nr और पोलराइजेशन PPz द्वारा दिया जाता है तब सरफेस चार्ज सिग्मा PnP z n होने वाला है और अगर आप इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर व्याख्यान से याद कर पा रहे हो तो यह P cosलिखा जा सकता है इस तरफ n कुछ इस तरह निचले हिस्से की तरफ है तो आप जो देखते हैं वह यह है कि सिग्मा पॉजिटिव है जहां तक cos पॉजिटिव है और यह छोटा और छोटा होता जाएगा जैसी जैसी आप cos0 की ओर जाते हैं और इक्वेटर पर यह यथावत शून्य हो जाता है और फिर निचले हिस्से पर नेगेटिव हो जाता है तो इस प्रकार cosपरिवर्तित होता है बल्क बाउंड चार्ज BoundP0है क्योंकि P स्थिर है PnP z nP cos BoundP0 अब यदि आप याद कर पा रहे हो तो यह एक पहले से ही हल की जा चुकी समस्या के समान है जिसमें मेरे पास 0 cos था और इससे मुझे क्या मिला था जो मुझे विपरीत दिशा में एक ई फ़ील्ड देता है जिसका परिमाण 030था और इसके कारण मामूली दूरी पर स्थित पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बाहर दो फील्ड बन जाते हैं और यह एक तरह का डाइपोल की तरह बन जाता है उस उदाहरण को मैंने हल नहीं किया था लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे प्राप्त किया था इस प्रकार एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित दो विपरीत चार्ज स्फीयर का बाहरी क्षेत्र एक डाइपोल बन जाता है तो यह पहले वाला भी मुझे वही नियत फील्ड E देगा जिसका परिमाण अंदर की तरफ 030 होगा जबकि जबकि बाहर की तरफ मुझे यह एक डाइपोल मोमेंट 43R3P का डाइपोल फील्ड प्रदान करेगा तो इस व्याख्यान में हमने जो देखा है कि मैं पोलराइजेशन को एक चार्ज डिसटीब्यूशन के रूप में कैसे सोच सकता हूं क्योंकि इसका डायवर्जेंस मुझे बल्क चार्ज डिसटीब्यूशन के रूप में बल्क चार्ज डेंसिटी और n के डॉट प्रोडक्ट के साथ देता है जहां n डाइलेक्ट्रिक से बाहर की ओर जाता हुआ एक नॉर्मलहै जो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी देता है जिसके द्वारा मैं पोटेंशियल और फील्ड की गणना कर सकता हूं